नमस्ते इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम आज की कक्षा में एक्चुएटर देखेंगे लेकिन एक्ट्यूएटर में जाने से पहले आइए देखें कि हमारे पास किस तरह के सेंसर हैं और वास्तविक जीवन में और बायोमेडिकल स्पेस में उन सेंसर की क्या भूमिका है हम स्वास्थ्य संबंधी तकनीकों के बारे में बाद में बहुत सारे सेंसरों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसलिए मैं विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करता हूं और मुझे लगता है कि आपके लिए यह समझना बहुत दिलचस्प होगा कि माइक्रो सेंसर और एक्चुएटर के निर्माण का ज्ञान कैसे आपको एक तकनीक डिजाइन करने में मदद करेगा जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है इसलिए यह कहने के बाद कि यह कक्षा की आखिरी स्लाइड थी जिसके बारे में मैंने बात की थी कि संवेदन और सेंसर प्रकार के भौतिक सिद्धांत कैसे संबंधित है चार्ज और एप्लिकेशन से अध्ययन सीबेक इफेक्ट टूल्स हीट ट्रांसफर और लाइट तक था और आगे हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के सेंसर के बारे में चर्चा की थी अब जब सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर सिलिकॉन नामक सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं तो वास्तव में सब्सट्रेट क्या है अगर मैं सब्सट्रेट कहूं तो सब्सट्रेट से हमारा क्या मतलब है तो सब्सट्रेट कोई भी सामग्री है जिस पर हम एक सेंसर या एक एक्चुएटर बनाने जा रहे हैं यह एक सब्सट्रेट की एक बहुत ही आसान परिभाषा है जिस पर हम अपने डिवाइस का निर्माण करने जा रहे हैं जो एक सब्सट्रेट बन जाता है अब यह सामग्री कांच की हो सकती है तो कांच को सब्सट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यह सिलिकॉन हो सकता है यह जर्मेनियम हो सकता है यह एक इन्सुलेट सामग्री हो सकती है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यह एक धातु भी हो सकता है और यह पॉलीमर भी हो सकता है तो सब्सट्रेट जब हम परिभाषित करते हैं तो यह पॉलीमर से बनी सामग्री हो सकती है सेमीकंडक्टर पॉलीमर एक इंसुलेटर या कंडक्टर होगा जिस पर हम एक सेंसर बनाने जा रहे हैं अब इस विशेष स्थान में 90 प्रतिशत सेंसर सिलिकॉन पर निर्मित होते हैं तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है आपको पता होना चाहिए कि इस विशेष पाठ्यक्रम को समझने के लिए कुछ बुनियादी पूर्वापेक्षाएँ आवश्यक है उदाहरण के लिए अगर मैं आंतरिक या बाहरी आंतरिक या बाहरी सेमीकंडक्टर के बारे में बात करता हूं तो आंतरिक सेमीकंडक्टर से आपका क्या मतलब है और बाहरी सेमीकंडक्टर से आपका क्या मतलब है मैं आपको केवल आंतरिक और बाहरी की परिभाषा दे रहा हूं आंतरिक वह जगह है जहां सामग्री किसी भी प्रकार की अशुद्धता के साथ डोप नहीं की जाती है इस तरह हम कहते हैं कि यह एक आंतरिक प्रकार की सामग्री है जब आप एन टाइप डोपेंट या पी टाइप डोपेंट जैसे किसी डोपेंट के साथ एक सिलिकॉन वेफर डोप करते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक बाहरी प्रकार की सामग्री बन जाती है इसलिए जब आप एक सिलिकॉन वेफर को पेंटावैलेंट अशुद्धियों के साथ डोप करते हैं तो यह एन टाइप हो जाता है जब आप यात्रा और अशुद्धियों के साथ एक सिलिकॉन वेफर को डोप करते हैं तो यह पी टाइप बन जाता है और फिर वेफर्स के प्रकार जिन्हें आप पहचान सकते हैं यह 1 0 0 अभिविन्यास है यह 1 1 1 अभिविन्यास है यह 1 1 0 अभिविन्यास है क्या यह एन टाइप या पी टाइप है तो एन टाइप 1 1 0 पी टाइप 1 1 0 एन टाइप 1 1 1 पी टाइप 1 1 1 एन टाइप 1 0 0 और पी टाइप 1 0 0 ये वर्ग हैं अगर मैं आपको एक वेफर देता हूं तो क्या आप पहचान सकते हैं कि वेफर एन टाइप है या पी टाइप है और अगर वेफर एन टाइप है तो एन टाइप के भीतर वेफर का कौन सा अभिविन्यास है ताकि आप मिलर इंडेक्स की मदद से समझ सकते हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मिलर सूचकांकों को समझते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिलिकॉन वेफर के प्रकारों को समझते हैं और फिर उस ज्ञान से हम आगे बात करने जा रहे हैं कि सेंसर और एक्चुएटर को कैसे बनाया जाए तो जब हम सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं तो सिलिकॉन विशेष रूप से किसका उपयोग करके बनाया जाता है रेत का उपयोग करके सिलिकॉन का निर्माण किया जाता है तो रेत क्या है रेत कुछ भी नहीं है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO 2 तो 999 प्रतिशत शुद्ध रेत का उपयोग किया जाता है और उसकी दो प्रक्रियाएँ होती हैं यह फिर से शर्त के भीतर है दो प्रक्रियाएं हैं एक है स्ज़क्रॉसकी तकनीक और एक है फ्लोट ज़ोन तकनीक जिसके माध्यम से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को संसाधित किया जाता है और हमारे पास काम करने के लिए एक सिलिकॉन वेफर है तो और हमारे पास जो अंतिम वेफर है वह शुद्ध है 999 गुना 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की शुद्धता है यह सिलिकॉन वेफर की शुद्धता है जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से देख रहे हैं जो 999 प्रतिशत शुद्ध है तो सिलिकॉन फाउंड्री हैं जो इस सिलिकॉन वेफर को सिलिकॉन डाइऑक्साइड सामग्री से बनाते हैं इसलिए जब हम सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सिलिकॉन बाउल है जिसमें से वेफर्स काटे जाते हैं और बाउल कुछ भी नहीं हैं लेकिन सिलिकॉन के बड़े लॉग हैं और फिर इस लॉग को एक समान सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए काटा जाता है तो कैसे और कहाँ इन सिलिकॉन बाउल का निर्माण किया जाएगा या सिलिकॉन वेफर्स को काटा और गढ़ा जाएगा और यह किस तरह का वातावरण होगा तो यह हमारा दूसरा भाग है तो जब आप सिलिकॉन बाउल के बारे में बात करते हैं तो आप इस विशेष तस्वीर को देख सकते हैं आपको क्या लगता है कि सिलिकॉन के बाउल बनाए जाते हैं और आप ऐसा क्यों सोचते हैं आप देख सकते हैं कि यह तकनीशियन पहने हुए है या इंजीनियर गाउन पहने हुए है और यह एक फाउंड्री है लेकिन यह कैसा वातावरण है तो यह एक साफ कमरे का वातावरण है और फिर साफ कमरे के भीतर साफ कमरे के कई वर्ग हैं साफ सुथरा कमरा कहूं तो साफ सुथरे कमरे के कई वर्ग हैं जो कक्षा 1 से 10 तक 100 से 1000 से 10000 से 100000 तक शुरू होते हैं तो इसमें साफ कमरे के कई वर्ग हैं और हम किस प्रकार के सेंसर या एक्चुएटर के निर्माण को देखने जा रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए हम अपने प्रयोगों के लिए उस विशेष वर्ग के स्वच्छ कमरे का उपयोग कर सकते हैं हम पिछले 1000 और 10000 प्रकार के स्वच्छ कमरे पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे जहां आप सीमा के लिए जाना चाहते हैं आपको कक्षा 100 प्रकार के स्वच्छ कमरे के लिए जाना होगा कभी कभी आप 10वीं क्लास के साफ सुथरे कमरे के लिए भी जा सकते हैं तो अब हम पहचानते हैं कि बाउल का यह निर्माण एक साफ कमरे के वातावरण में होना चाहिए लेकिन दूसरा सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं किसी भी अशुद्धता से बचने के लिए साफ कमरे की आवश्यकता है इसलिए यदि कक्षा जितनी अधिक है यदि यह 1 या 10 या 100 है तो कमरा बहुत अधिक साफ है और कमरे की तुलना में कमरे में कम अशुद्धियाँ मौजूद हैं जो साफ नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सिलिकॉन वेफर अशुद्धियों के साथ डोप नहीं होना चाहिए क्योंकि 05 माइक्रोन की एक छोटी सी भी अशुद्धता आपकी पूरी चिप को मार देगी क्योंकि अब हम कुछ नैनोमीटर तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ आप MOSFETs बनाने जा रहे हैं और यदि आप इसे बनाने की तकनीक देखते हैं धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यह कुछ नैनोमीटर तकनीक है इसलिए कुछ नैनोमीटर तकनीक के संदर्भ में यदि वेफर पर बैठने वाला 05 माइक्रोन कण है तो यह एक ही समय में हजारों ट्रांजिस्टर को मार देगा इसलिए इससे बचने के लिए हमें साफ सुथरे कमरे की जरूरत होती है अब अगर सिलिकॉन वेफर के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से सिलिकॉन वेफर का निर्माण किया जाता है एक वीडियो है जिसे आप YouTube पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह सिलिकॉन वेफर कैसे गढ़ा गया है लेकिन यह क्रिस्टल विकास और सीड क्रिस्टल से शुरू होता है यह एक सीड धारक है और फिर एक सीड क्रिस्टल होता है जिसे सिलिकॉन मेल्ट में डाला जाता है और ये पॉलीसिलिकॉन होते हैं जिन्हें उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे वह पिघल जाता है और फिर इस रॉड को डाला जाता है और इसे एक समान तरीके से धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है आप सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन को बनाना शुरू करते हैं इस प्रणाली में एक क्रूसिबल शाफ्ट होता है इस शाफ्ट की दिशा घूर्णन की दिशा के विपरीत होती है इस विशेष क्रूसिबल शाफ्ट का घूर्णन सीड धारक के घूर्णन के विपरीत दिशा में है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह इसकी तुलना में एक विपरीत रोटेशन है दूसरी बात यह है कि एक सिलिकॉन पिघला हुआ है जैसा कि आपने देखा है कि एक क्रूसिबल सुसेप्टर होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सिलिकॉन पिघला है अब अंत में आपको इसे थर्मल शील्ड के साथ कवर करना होगा और यही कारण है कि आप यहां देख सकते हैं कि पूरे सिस्टम को कवर करने वाला थर्मल शील्ड है और जब आप धीरे धीरे सिलिकॉन बीज निकालते हैं तो यह इस की तुलना में कम तापमान पर होता है और वह यही कारण है कि आप सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन बनाना शुरू करते हैं तो इसकी शुरुआत इसी से होती है कि ये स्टैक हैं यह पॉली सिलिकॉन के पिघलने के साथ शुरू होता है एक चरण संख्या 1 है और फिर क्रिस्टल वृद्धि की शुरुआत के बाद सेल क्रिस्टल चरण संख्या 2 की शुरुआत होती है चरण संख्या 3 फिर बीज क्रिस्टल को बाहर निकाला जाता है और फिर एक क्रिस्टल खींचा जाता है और सिलिकॉन बाउल चरण संख्या 4 का निर्माण होता है और अंत में क्रिस्टल चरण संख्या 5 बनता है तो इस तरह से प्रक्रिया की जाती है जैसे मैंने कहा कि दो तकनीकें हैं सीज़ोक्राल्स्की तकनीक आपको किसी भी VLSI बुक में जाना होगा आप इसका पता लगा लेंगे और इस तरह हम अंततः एक सिलिकॉन वेफर में समाप्त हो जाते हैं बेशक एक टुकड़ा करने की आवश्यकता है और कई और चीजों की आवश्यकता है इससे पहले कि हम उस विशेष प्रक्रिया को समझें अब देखते हैं कि हम इस विशेष पाठ्यक्रम में किस प्रकार के सेंसर का अध्ययन करने जा रहे हैं मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं जिसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल कुछ का अध्ययन करने जा रहे हैं लेकिन हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि उन इंद्रियों को कैसे गढ़ा जाए और उन सेंसरों के आवेदन क्या है जो हमारी समझ और हमारा विचार है इसलिए यदि आप पहले वाले को देखते हैं तो पहला माइक्रो हीटर है इसलिए अगर मैं कहूं कि वास्तव में यह विशेष माइक्रो हीटर क्या है तो हीटर से आपका क्या मतलब है और हीटर का अनुप्रयोग कहां होगा इसलिए यदि आप इस विशेष स्लाइड को देखते हैं तो माइक्रो हीटर दिखाने वाली स्लाइड क्या है लेकिन पहली बात यह है कि हमें माइक्रो हीटर की आवश्यकता क्यों है दूसरा सवाल यह है कि हम इस माइक्रो हीटर को कैसे बनाने जा रहे हैं हम माइक्रो हीटर के प्रतिरोध को कैसे तय कर सकते हैं और तीसरा सवाल यह है कि प्रक्रियाओं में क्या शामिल है हम हीटर क्यों बनाना चाहते हैं हीटर का उपयोग कई अनुप्रयोगों में सूक्ष्म द्रव में सेंसर में चिकित्सा अनुप्रयोगों में और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक नाक को समझने में किया जाता है वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक नाक का क्या अर्थ है और यदि आप इस हीटर को बनाना चाहते हैं तो इसे माइक्रो क्यों कहा जाता है क्योंकि हीटर बनाने वाली इस विशेष रेखा की चौड़ाई कुछ माइक्रोन की होती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां बार 3 मिलीमीटर की है तो यह लगभग 100 माइक्रोन के करीब है चौड़ाई 100 माइक्रोन है तो सबसे पहले आप एक हीटर को कैसे डिजाइन करने जा रहे हैं जैसे कि एक विशेष प्रतिरोध के लिए मेरा मतलब एक विशेष प्रतिरोध से है मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे एक प्रतिरोधक चाहिए जो 120 ओम का हो अब यह क्या है यह हीटर है हीटर प्रतिरोध रजिस्टर करें अगर मेरे पास हीटर है तो उसका प्रतिरोध होना चाहिए क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि एक धातु का कोइल है यह एक कोइल है तो मेरे पास हीटर रेजिस्टेंस होना चाहिए अब हम 120 ओम का प्रतिरोध कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो पहली बात यह है कि आप किस प्रकार की धातु का उपयोग करेंगे चाहे धातु प्लेटिनम हो या आप धातु के बजाय पॉलीसिलिकॉन का उपयोग करने जा रहे हो या आप निकल का उपयोग करने जा रहे हों या आप नाइक्रोम का उपयोग करने जा रहे हो अब हम इन विशेष धातुओं के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक धातु की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी प्रत्येक धातु की प्रतिरोधकता अलग अलग होगी तो मान लीजिए कि आप एक विशेष धातु का चयन करते हैं मान लीजिए कि हम निक्रोम का चयन कर रहे हैं इसलिए मेरी रेसिस्टिविटी स्थिर है क्योंकि मैं धातु को बदलने वाला नहीं हूं और क्या रेजिस्टेंस बनाता है इसलिए यदि मैं आपसे एक रेसिस्टर के समीकरण को लिखने की परिभाषा पूछूं तो रेसिस्टर का समीकरण क्या है अधिकांश लोग इसका उत्तर देंगे कि V बराबर IR है और इसलिए R V बटा I के बराबर होगा लेकिन यह सही उत्तर नहीं है यह वास्तव में गलत नहीं है लेकिन आप यही कह रहे हैं कि ओम का नियम है कि प्रतिरोध वोल्टेज और करंट के वोल्टेज अनुपात पर कैसे निर्भर करता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि वोल्टेज और करंट के आधार पर प्रतिरोध कैसे होता है मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि आप एक विशेष मूल्य के प्रतिरोधी को कैसे बनाने जा रहे हैं और इसलिए यह समीकरण प्रतिरोधी के लिए नहीं होगा तो रेसिस्टर के लिए हमारा समीकरण क्षेत्रफल के अनुसार लंबाई में rho होगा तो अब मुझे पता है कि रेसिस्टिविटी मूल्य जानता हूं लंबाई जिसके साथ मैं खेल सकता हूं और इसलिए क्षेत्र है इसलिए मैं घुमावों की संख्या और एक हीटर द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र का निर्धारण करूंगा और उसके आधार पर मेरे पास एक रेसिस्टर वैल्यू होगा अब जो क्षेत्र है वह कुछ भी नहीं है लेकिन R लिख सकता है तो यदि समीकरण हमें R बराबर rho L बटा W गुणा T देगा जहां T आपकी मोटाई है W आपकी चौड़ाई है तो अब रेसिस्टर कॉइल की लंबाई कॉइल की चौड़ाई प्रत्येक की चौड़ाई जिसे आप लाइन जानते हैं और सामग्री की मोटाई पर निर्भर करेगा तो यहाँ गणना करके हम एक विशेष मान का रेसिस्टर बना सकते हैं आपने इसे बहुत आसान बना दिया है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर मैं लंबाई बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर मैं लंबाई कम करता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा यदि मैं अपना क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो मेरा प्रतिरोध कम हो जाएगा और यदि मैं अपना क्षेत्रफल घटा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इस प्रकार किसी दिए गए तापमान के लिए रेसिस्टिविटी स्थिर रहती है मेरी प्रतिरोधकता स्थिर रहेगी तो यहाँ से हम एक विशेष मान के रेसिस्टर को डिजाइन कर सकते हैं इस प्रकार आप यहां जो विभिन्न डिजाइन देख रहे हैं वे उस रेजिस्टेंस पर आधारित है जो मुझे चाहिए और यह हरे रंग की चीज़ क्या है आपने अनुमान लगाया होगा कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक सिलिकॉन वेफर है यह एक सिलिकॉन वेफर है लेकिन सिलिकॉन वेफर यह हरा और बैंगनी रंग क्यों है मैंने कहा कि आपको हीटर की आवश्यकता क्यों है हीटर का प्रयोग किया जाता है आपको हीटर की आवश्यकता क्यों है हीटर का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिसमें ई नाक माइक्रो फ्लूडिक्स शामिल है यह इलेक्ट्रॉनिक नाक है मैं इस विशेष विषय के साथ सूक्ष्म तरल पदार्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा फिर हमें प्रत्येक व्यक्ति धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आधारित सेंसर के लिए हीटर की आवश्यकता होती है तो इस विशेष डोमेन में हीटरों का एक बड़ा अनुप्रयोग है लेकिन अन्य अनुप्रयोगों के लिए भी माइक्रो हीटर की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यदि आप एक स्मार्ट एक्ट्यूएटर रखना चाहते हैं जहां आप वास्तविक समय में सिस्टम को गर्म और ठंडा करना चाहते हैं तो हीटिंग के लिए आपको माइक्रो हीटर की आवश्यकता है तो माइक्रो हीटर का उपयोग क्यों करना है माइक्रो हीटर इस पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्यों है इसका बहुत उपयोग है लेकिन दूसरा बिंदु यह था कि हम इस माइक्रो हीटर को कैसे बनाने जा रहे हैं और कम से कम अब हम समझते हैं यह है कि हम एक स्थिति की मदद से हीटर के प्रतिरोध को डिजाइन कर सकते हैं अब तीसरा बिंदु यह है कि आप इस विशेष को कैसे गढ़ने जा रहे हैं तो प्रक्रियाएं क्या हैं इस विशेष हीटर को बनाने में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं तो हीटर बनाने में शामिल प्रक्रियाओं को माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज कहा जाता है इसलिए माइक्रो फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकियों में कई चीजें हैं जो हम सिलिकॉन वेफर से सीखेंगे जो कि हमारा सब्सट्रेट है तो अगर मेरे पास एक सिलिकॉन वेफर है जो मैं आपको सिखाना चाहता था अब अगर मैं सिलिकॉन वेफर पर एक मामला जमा करता हूं तो ये धातु हैं यह धातु हम कहते हैं कि हमने निक्रोम का चयन किया है इसलिए अगर मैं माइक्रो फैब्रिकेशन तकनीक का उपयोग करके इस निक्रोम को पैटर्न देता हूं तो मेरे पास यह विशेष हीटर सिलिकॉन होगा और यह नाइक्रोम हीटर है क्या यह ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा हम अब तक समझ चुके हैं कि कौन से हीटर काम करेंगे अगर मैं सीधे सेमीकंडक्टर पर एक धातु जमा करता हूं और मैं एक हीटर बनाता हूं और मैं प्रश्न पूछता हूं तो क्या यह काम करेगा या नहीं जवाब नहीं है हमें सिलिकॉन वेफर के बीच एक इन्सुलेट सामग्री की आवश्यकता होती है और सिलिकॉन में धातु सेमीकंडक्टर होते है अगर मैं सीधे सेमीकंडक्टर पर धातु जमा नहीं कर सकता अन्यथा मैं हीटर के मापदंडों का पालन नहीं कर सकता और हीटर के काम को उसी तरह से नहीं कर सकता जैसा मैंने तय किया है तो मैं क्या करूँगा मैं अपनी धातु और एक सिलिकॉन वेफर के बीच एक सैंडविच के रूप में एक इन्सुलेटिंग परत विकसित करूंगा मेरा मतलब यह है कि आप एक सिलिकॉन वेफर लेते हैं और फिर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड उगाते हैं यह सिलिकॉन वेफर यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इन्सुलेटर है इस पर आप अपनी धातु जमा करते हैं जो कि आपका निक्रोम है और फिर आप अपने हीटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और यहां आपका हीटर है मैं आपको हीटर बनाना सिखाऊंगा अब आप बस यह मान लें कि आपने इस हीटर को पैटर्न दिया है और यह माइक्रो हीटर बनाने का एक तरीका है तो यहां हमने सीखा है कि आपको एक सिलिकॉन वेफर की आवश्यकता है फिर आपको सिलिकॉन वेफर को साफ करने की आवश्यकता है तो मैंने आपको कई प्रकार की सफाई प्रक्रियाओं के बारे में बताया हैं हीटर बनाने की प्रक्रिया के लिए एक सिलिकॉन वेफर की आवश्यकता होती है जिसे साफ करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित करना होता है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमें थर्मल ऑक्सीकरण का उपयोग करके विकसित करना है थर्मल ऑक्सीडेशन आपने कहा होगा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पृष्ठभूमि से हैं आपने कहा होगा कि MOSFET कैसे गढ़ा जाता है MOSFET में गेट ऑक्साइड होता है गेट ऑक्साइड की पतली परत होती है और फिर एक फील्ड ऑक्साइड होता है गेट ऑक्साइड थर्मल ऑक्सीकरण प्रक्रिया की मदद से बनता है और यह एक सूखा ऑक्सीकरण है जबकि फिल ऑक्साइड जो मोटा होता है वह थर्मल ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके बनता है लेकिन गीला ऑक्सीकरण होता है तो गेट ऑक्साइड के लिए ऑक्सीकरण द्वारा क्षेत्र ऑक्साइड के लिए शुष्क ऑक्सीकरण गीला ऑक्सीकरण आसान है तो अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड उगाने के लिए ड्राई ऑक्साइड और गेट ऑक्साइड में क्या अंतर है शुष्क ऑक्साइड गीले ऑक्साइड की तुलना में अधिक शुद्धता का होता है सूखे ऑक्साइड गीले ऑक्साइड की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं लेकिन गीले ऑक्साइड सूखे ऑक्साइड की तुलना में तेजी से बढ़ सकते हैं उच्च गुणवत्ता क्यों है क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु शामिल नहीं है गीला ऑक्सीकरण जलवाष्प की सहायता से किया जाता है जहां शुष्क ऑक्सीकरण केवल ऑक्सीजन में होता है तो आपको वेफर को साफ करना होगा आपको थर्मल ऑक्सीकरण का उपयोग करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित करना होगा अगला कदम वह है जो आपको एक धातु जमा करना है तो धातु के निक्षेपण के लिए आपको भौतिक वाष्प निक्षेपण तकनीकों को समझने की आवश्यकता होगी यह भौतिक वाष्प जमाव के लिए है भौतिक वाष्प जमाव यह नाइक्रोम जमा करने के लिए है अब भौतिक निक्षेपण तकनीकों में कई तकनीकें हैं जो हम सीखेंगे व्याख्यान आने पर मैं आपको ये सभी तकनीक सिखाऊंगा और वे तीन मुख्य तकनीक एक को थर्मल वाष्पीकरण कहा जाता है ऑक्सीकरण नहीं थर्मल वाष्पीकरण दूसरे को इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण और तीसरे को स्पटरिंग कहा जाता है थर्मल वाष्पीकरण इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण और स्पटरिंग ये तीन भौतिक वाष्प जमाव तकनीक हैं जिन्हें हम धातु से सीधे इस विशेष हीटर को बनाने के लिए जमा करने के बाद हम अपने पाठ्यक्रम में सीखेंगे यह एक हीटर का क्रॉस अनुभागीय दृश्य है हमें क्या चाहिए हमें फोटोलिथोग्राफी को समझने की आवश्यकता है और जब आप फोटोलिथोग्राफी को समझते हैं तो फोटोलिथोग्राफी को किसी भी सूक्ष्म निर्माण तकनीक के लिए दिल माना जाता है एक बार जब आप फोटोलिथोग्राफी को समझ लेते हैं और आप इसका उपयोग इस विशेष वेफर पर करते हैं जिसमें एक धातु और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है तो आप एक माइक्रो हीटर बना सकते हैं क्योंकि ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक माइक्रो हीटर के निर्माण में शामिल हैं जब हम उस स्लाइड के बारे में बात करेंगे तो हम प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे तो यह माइक्रो हीटर है और चलिए अगले भाग पर चलते हैं जो माइक्रोहीटर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर आपका इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड है तो आप यहां क्या देख सकते हैं आप एक माइक्रो हीटर देख सकते हैं और फिर माइक्रो हीटर पर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड होते हैं तो आप माइक्रो हीटर पर इस इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड को कैसे बना सकते हैं इसलिए अगर मैं वापस जाता हूं तो मेरे पास एक माइक्रो हीटर है इसलिए अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एक माइक्रो हीटर होगा यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह सिलिकॉन है और यह मेरा नाइक्रोम माइक्रो हीटर है इस माइक्रो हीटर पर मैं जो चाहता हूं वह इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड है लेकिन अगर मैं सीधे इस पर धातु जमा करता हूं तो क्या यह सही है नहीं क्योंकि हीटर भी धातु से बना होता है और मेरे इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड भी धातु क्रोम गोल्ड का उपयोग करके बनाए जाएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए मैं एक धातु को दूसरी धातु पर नहीं रख सकता इसलिए इसकी व्यवस्था की जाएगी इसलिए मुझे अपने हीटर के बीच एक सैंडविच परत के रूप में फिर से सिलिकॉन डाइऑक्साइड जमा करना पड़ा और फिर इस पर मैं एक धातु जमा करूंगा जो क्रोम सोना है आपको सोने के आसंजन को बेहतर बनाने के लिए क्रोम की पतली परत का उपयोग क्यों करना पड़ा ऑक्साइड पर सोना खराब है और आसंजन को बेहतर बनाने के लिए हम क्रोमियम की एक पतली परत का उपयोग करते हैं वह क्रोमियम का एक रोल है इसलिए आप हमेशा क्रोम गोल्ड कहें इसलिए जब हम हीटर पर क्रोम सोना जमा करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रोम सोना जमा करने के बाद हीटर और इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड के बीच एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड या एक इन्सुलेटिंग परत हो मैं एक फोटोलिथोग्राफी का प्रदर्शन करूंगा ताकि मेरे पास मेरे इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड हो तो मेरे पास क्रोम गोल्ड से बने इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड होंगे यह प्रोसेसर सीखेगा और ऐसा लगता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड हैं आप यहां देख सकते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड माइक्रो हीटर और इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड के बीच एक सैंडविच परत है और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नीचे एक माइक्रो हीटर है जिसे आप यहां देख सकते हैं तो SEM छवि इस तरह दिखती है SEM का अर्थ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये सब एक हैं ये सभी माइक्रो हीटर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड की SEM छवियां हैं तो बहुत सारे सेंसर हम अपने पाठ्यक्रम के दौरान बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे जो एट्रियल फाइब्रिलेशन पर है और हम एट्रियल फाइब्रिलेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि हम एक सेंसर कैसे बना सकते हैं जो वास्तविक रूप से बल को माप सकता है हम सर्जरी के दौरान वास्तविक समय में बल को माप सकते हैं तो वास्तव में एट्रियल फिब्रिलेशन का क्या अर्थ है हम इनमें से किसी एक वर्ग में विस्तार से चर्चा करेंगे अभी के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे दिल समान रूप से पंप करते हैंअन्यथा हम मर जाएंगे यह प्रति मिनट एक निश्चित संख्या में बीट्स पंप करता है अब सवाल यह है कि अगर यह तेजी से पंप करता है तो क्या होगा यह धीमी गति से पंप करेगा क्या होगा यह समान रूप से पंप करेगा फिर क्या होगा और गैर समान रूप से पंप करेगा फिर क्या होगा तो आम तौर पर जब आप तेजी से दिल की धड़कन चलाते हैं जब अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं आपका दिल तेजी से धड़कता है लेकिन यह कम तनावग्रस्त होते हैं या आप दौड़ना बंद कर देते हैं और आप खड़े होने की स्थिति में होते हैं यह अपनी सामान्य लय वापस प्राप्त कर लेता है लेकिन एरिथमिया नामक बीमारी में यह पंपिंग बहुत तेज है यह बिना दवा लिए सामान्य लय में नहीं आता है और एक अन्य अनुप्रयोग में उस एरिथमिया कहा जाता है जहां आपका दिल असमान रूप से पंप करना शुरू कर देता है अब जब यह असमान रूप से पंप करना शुरू करता है तो यह थक्कों का कारण बनता है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है यह पंपिंग असमान रूप से सिग्नल की मिसफायरिंग के कारण है आपको हृदय के शरीर क्रिया विज्ञान को समझना होगा तब आप समझेंगे कि हृदय कैसे काम करता है और तब आप समझेंगे कि विद्युत संकेत हैं हमारी पल्स हैं जो आपके हृदय की समान पंपिंग के लिए जलती हैं सिग्नल की मिसफायरिंग के कारण वह एकरूपता खो जाती है और हम उस विशेष टिश्यू को जलाकर उस एकरूपता को बहाल कर सकते हैं जो सिग्नल की मिसफायरिंग का कारण बन रहा है इसे कैसे जलाया जाता है तो सर्जन विशेष टिश्यू पर एक उपकरण या कैथेटर नामक एक ट्यूब डाल देगा और सर्जन उस विशेष टिश्यू को जला देगा मैं आपको विस्तार से सिखाऊंगा कि यह प्रक्रिया कैसे की जाती है अब जरा समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं अब जब मैं सीधे तौर पर इस तरह कह रहा हूं तो ऐसा नहीं होता यह ग्रोइन एरिया RF एनर्जी RF एब्लेशन का उपयोग करता है तो कैथेटर एब्लेशन RF एनर्जी RF एब्लेशन आप हृदय के टिश्यू पर कितना बल लगाते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि मैं लागू करता हूं तो अधिक बल लगता है आइए इस बात को समझते हैं क्या आप मेरे दिल देख सकते हैं हाँ आइए समझते हैं कि यह वह क्षेत्र है जिसे मैं गर्म करना चाहता हूँ जिसे मैं बल लगाने पर जलाना चाहता हूँ यदि बल अधिक होता तो हृदय के अन्य भाग जल जाते और मैं नहीं चाहता कि ऐसा न हो यदि बल कम है तो क्या होगा पुनरावृत्ति एक विषय अधिक होगा तो रोगी को लगेगा कि बीमारी फिर से ठीक नहीं हुई है और सर्जरी के कुछ दिनों के बाद उसे हृदय की असमान पंपिंग महसूस होगी तो कम बल नहीं है अधिक बल नहीं है अनुकूलन बल वह है जिसे हम देख रहे हैं और हम कैथेटर पर एक अनुकूलित बल कैसे लागू कर सकते हैं इसका मतलब है कि हमें कैथेटर पर एक बल सेंसर एकीकृत करने की आवश्यकता है जो वास्तविक समय संपर्क बल को माप सके इस बल संवेदक को कैसे तैयार किया जाए यह हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में से एक होगा आइए अगले विषय पर चलते हैं और यहां यदि आप स्लाइड देखते हैं तो हम स्तन टिश्यू कोर के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन को समझने में रुचि रखते हैं इसलिए यदि आप जानते हैं कि स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर से संबंधित मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और जब टिश्यू संबंधी कैंसर होता है तो टिश्यू के गुण बदल जाते हैं एक गांठ अन्य भागों की तुलना में अधिक कठोर या कम कठोर होगी अन्य टिश्यू तो गांठ की कठोरता अलग होगी अब अगर मैं आपको एक टिश्यू का एक टुकड़ा देता हूं और आपको यह समझने या बताने के लिए कहता हूं कि टिश्यू की लोच क्या है टिश्यू की यांत्रिक संपत्ति क्या है या आप टिश्यू की कठोरता को माप सकते हैं तो इसे मापने का तरीका है और वह है एक माइक्रो फैब्रिकेटेड माइक्रो कैंटिलीवर का उपयोग करना तो माइक्रो फैब्रिकेटेड माइक्रो कैंटिलीवर से मेरा क्या मतलब है मैं कहता हूं कि माइक्रो कैंटिलीवर यह माना जाता है कि हम एक फैब्रिकेशन का उपयोग करते हैं कैंटिलीवर क्या है क्या आप मुझे एक ब्रैकट का एक साधारण उदाहरण दे सकते हैं एक कैंटिलीवर का एक साधारण उदाहरण एक डाइविंग बोर्ड होगा इसलिए यदि आपने एक स्विमिंग पूल में देखा है तो एक डाइविंग बोर्ड है जहां एक व्यक्ति पूल में गोता लगाएगा लेकिन इससे पहले इसे एक छोर पर रखा जाता है और यह दूसरे छोर पर जा सकता है यह एक कैंटिलीवर है और भी सरल उदाहरण यदि आप एक रूलर या पैमाना लेते हैं और उसे एक बेंच पर रखते हैं तो अगर मैं इसे दबाता हूं तो यह इस तरह से कंपन करेगा यानी यह एक ब्रैकट है तो उदाहरण हैं पोल्स रात के लैंप गली में रात के खंभे प्रकाश के खंभे वे केंटिलिवर भी हैं इतने सारे उदाहरण लेकिन अब मैं एक ब्रैकट बनाना चाहता हूं जो माइक्रोन आकार का है और मैं एक पीजोरेसिस्टिव सेंसर को माइक्रो कैंटिलीवर पर या उसमें एम्बेड करना चाहता हूं मैं एक पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर के साथ एक माइक्रो कैंटिलीवर कैसे बना सकता हूं मैं आपको सिखाऊंगा अब मान लें कि इस विशेष माइक्रो कैंटिलीवर में एक पीजो रेसिस्टर लगा हुआ है पीजो रेसिस्टर क्या है मैं मान रहा हूं कि आप इन शर्तों को जानते हैं पीजो रेसिस्टर पीजोइलेक्ट्रिक ओम्स वह है जो मेरा मतलब पूर्वापेक्षा से है तो अभी भी अपने पीजो रेसिस्टर की मदद करने के लिए जब आप दबाव या बल लागू करते हैं तो आप बल और दबाव जानते हैं कि वे कैसे संबंधित हैं आप रेजिस्टेंस में परिवर्तन देखेंगे तो अब अगर इस विशेष ब्रैकेट में एक पीजो रेसिस्टर लगा हुआ है और मैं इस केंटिलीवर को दबा रहा हूं तो क्या होगा ब्रैकट बीम पर तनाव की एक पीढ़ी होगी यह तनाव पीजो रेसिस्टिविटी में बदलाव का कारण बनेगा और इसलिए मैं रेजिस्टेंस में बदलाव देख सकता हूं अब अगर मेरे पास एक टिश्यू है और मैं टिश्यू की कठोरता के आधार पर टिश्यू को कैंटिलीवर से दबा रहा हूं तो मेरा कैंटिलीवर झुक जाएगा यह कितना झुकता है यह पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर के प्रतिरोध में परिवर्तन का कारण बनेगा क्योंकि यह पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर है क्योंकि इस माइक्रो कैंटिलीवर में एक पीज़ो रेसिस्टर लगा होता है इसलिए यदि टिश्यू सख्त है तो मेरा पीजो रेसिस्टर मेरा केंटिलीवर अधिक झुक जाएगा और मुझे रेजिस्टेंस में अधिक परिवर्तन दिखाई देगा यदि मेरा टिश्यू कम कठोर है तो मैं केंटिलीवर में कम झुकता हुआ देखूंगा इस तरह यह संबंधित है तो आप एक कक्षा में देखेंगे कि पीजो रेसिस्टिव केंटिलीवर कैसे काम करता है और हम इसे कैसे बना सकते हैं तो कई और सेंसर हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है इस विशेष मॉड्यूल के लिए आइए इन कई सेंसरों को समझते हैं अगले मॉड्यूल के लिए मैं आपको कुछ और सेंसर दिखाऊंगा जो हम अपने पाठ्यक्रम में सीखेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक्चुएटर क्या है और किस प्रकार के एक्चुएटर हम इस विशेष पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सीखेंगे और फिर बाद में हम समझना शुरू करेंगे कि PVD क्या है फोटोलिथोग्राफी क्या है और हम प्रत्येक सेंसर को बनाना शुरू करेंगे और जब मैं कहता हूं कि गढ़ा हुआ है तो हम कक्षा में प्रक्रिया प्रवाह देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि वास्तव में एक सेंसर कैसा दिखता है मैं अपने TA में से एक को एक लैब क्लास लेने के लिए कहूँगा जहाँ आप होंगे जहां हम जानेंगे कि क्लीनरूम कैसा दिखता है क्लीनरूम के अंदर क्या चीजें हैं और उपकरणों को कैसे देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप क्या है माइक्रोस्कोप का उपयोग करने वाले जब आपके पास चिप है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे बना सकते हैं इसलिए किसी दी गई सामग्री के विभिन्न गुणों को समझने के लिए हम इस विशेष पाठ्यक्रम में सभी चीजों पर चर्चा करेंगे आज के लिए आपके लिए इनमें से कुछ सेंसर की झलक पाना पर्याप्त है और अगले मॉड्यूल में कुछ और चर्चा करेंगे जिसके बाद एक्चुएटर होंगे तब तक आप ध्यान रखें धन्यवाद